मशीन टू मशीन संचार हम इस विशेष व्याख्यान में शामिल करने जा रहे हैं मशीन टू मशीन संचार इंटरनेट ऑफ थिंग्स के निर्माण में बहुत जीवनप्रद बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो स्वायत्त व्यवहार एक ऐसी चीज है जिसे हम इस नेटवर्क में विकसित करने के लिए प्रयास या विश्वास करने का प्रयास करते हैं जिसे हम विकसित करते हैं और इसके लिए मूल रूप से जो हमें करना है वह यह है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ हम विभिन्न कार्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो हम सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं हम एक्ट्यूएटर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम मोबाइल फोन के बारे में बात कर रहे हैं हम रोबोट डिवाइस ग्राउंड रोबोट डिवाइस रोवर्स वगैरह वगैरह यूएवी और इतने पर बात कर रहे हैं तो विभिन्न प्रकार की मशीनें है और मशीन टू मशीन संचार का पूरा विचार यह है कि न्यूनतम या सख्ती से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के हम दो मशीनों के बीच संचार कैसे कर सकते हैं मशीन टू मशीन संचार सही है तो यह वही है जो हम मशीन टू मशीन संचार में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और मशीन टू मशीन संचार को इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुलभुत अंग में से एक माना जाता है इसलिए IoT आधारित प्रणालियों को स्वायत्त रूप से संचालित करना होगा अगर यह हमें कहना है कि यदि हम होम ऑटोमेशन जैसी किसी चीज पर विचार कर रहे हैं आइए हम इस विशेष परिदृश्य पर विचार करें हम कहते हैं कि हमारे पास बुजुर्ग हैं जिन्हें आप स्मार्ट घर में बुजुर्गों की देखभाल के बारे में जानते हैं और जिन बुजुर्गों के पास गतिशीलता दोष हैं वे आमतौर पर जरूरी नहीं हैं लेकिन यह काफी सामान्य है कि बुजुर्ग लोगों के साथ गतिशीलता की समस्याएं हैं और एक स्मार्ट घर के माहौल में ऐसा क्या हो सकता है कि कुछ रोबोट डिवाइस हो सकते हैं जो घर के इन निवासियों को विभिन्न चीजों को करने में मदद कर सकते हैं तो उदाहरण के लिए हमारे पास एक ग्राउंड रोबोट हो सकता है उदाहरण के लिए यह जा सकता है और रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल सकता है यह रोबोट जा सकता है और यह रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल सकता है फिर यह विशेष रोबोट यह रेफ्रिजरेटर से दूध का बर्तन भी ले सकता है फिर दूध को एक गिलास में डालें जिससे दूध माइक्रोवेव ओवन में डाला जा सके और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है इसकी मदद से मशीनों के साथ बातचीत कर सब कुछ किया जा सकता है मैं आपको इस विशेष संदर्भ में एक और उदाहरण दूंगा बता दें कि रोबोट ने फ्रिज खोला है और यह पाता है कि पर्याप्त दूध नहीं है तो या तो रोबोट या रेफ्रिजरेटर स्वचालित रूप से दूध वाले को एसएमएस भेज सकता है तो मशीन टू मशीन क्या होता है फिर से कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है किसी भी मानव ने दूध वाले को उस एसएमएस को नहीं भेजा है तो यह मशीन टू मशीन संचार का एक उदाहरण बन जाता है तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि IoT आधारित अनुप्रयोगों जैसे कि स्मार्ट होम स्मार्ट सिटी इत्यादि के लिए मशीन टू मशीन संचार बहुत आकर्षक हो गया है आइए हम आगे बढ़ें और इनमें से कुछ अवधारणाओं को देखें इसलिए हमारे पास संचार और कंप्यूटिंग सुविधाओं के साथ मशीनों या उपकरणों के बीच संचार है और आदर्श रूप से या कड़ाई से कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है अब मुझे नहीं पता कि आप पहले से ही जानते हैं या पारंपरिक रूप से SCADA सिस्टम हुआ करते थे या नहीं यह SCADA सिस्टम पर्यवेक्षी नियंत्रण प्रणाली है जो आमतौर पर औद्योगिक संयंत्रों और इतने पर उपयोग किया जाता था इसलिए जब आप पर्यवेक्षी और नियंत्रण कार्यों के संचालन और इतने पर जानते हैं लेकिन आमतौर पर ये वायरलेस नहीं होते थे लेकिन वायर्ड होते थे तो M2M को SCADA के वायरलेस संस्करण के रूप में माना जा सकता है यह सिर्फ आप वैचारिक रूप से जानते हैं मैं सिर्फ आपको SCADA के साथ तुलना करने के बारे में जानता हूं लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं कि इसका वायरलेस SCADA M2M है यह ऐसा नहीं है लेकिन आप वैचारिक रूप से जानते हैं कि हम M2M को SCADA के वायरलेस संस्करण के रूप में सोच सकते हैं इसलिए SCADA को मालिकाना समाधानों का उपयोग करते हुए अलग अलग प्रणालियों के लिए डिज़ाइन किया गया है जबकि M2M को क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म एकीकरण के लिए डिज़ाइन किया गया है यह बहुत महत्वपूर्ण है आमतौर पर SCADA का उपयोग एकल स्वामित्व समाधानों के लिए किया जाता है और दूसरी ओर M2M आपको क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म इंटीग्रेटेड जानने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों का समर्थन करने वाली विभिन्न तकनीकों के बीच कनेक्ट करने का प्रयास करता है तो जैसे कि आप विंडोज लिनक्स एंड्रॉइड को जानते हैं आप सभी को विभिन्न प्लेटफार्मों का समर्थन करने वाले विभिन्न उपकरणों के बारे में पता है जो कि M2M के साथ इस तरह का इंटरकनेक्ट भी हो सकता है तो आइए इस विशेष उदाहरण पर विचार करें जहां यह राजमार्ग पर आपातकालीन सेवाओं की पेशकश के परिदृश्य के कुछ प्रकार है तो हम कहते हैं कि इस विशेष उदाहरण के परिदृश्य में दो कारें हम देखते हैं कि दो कारें ये कारें विभिन्न प्रकार के सेंसर से सुसज्जित हैं आपातकालीन सेंसर इन कारों को टकराते हैं इसलिए क्रैश के बाद एक अलर्ट उत्पन्न होता है एक अलर्ट उत्पन्न होता है और डेटा को रिमोट सर्वर पर भेजा जाता है इन सर्वरों के माध्यम से इन बेस स्टेशन के माध्यम से डेटा अस्पताल और आपातकालीन सेवाओं आप जिन मरीज़ों को जानते हैं उन्हें डॉक्टरों को भेजा जाएगा क्षमा करे इसे एम्बुलेंस में भेजा जा सकता है इसे भेजा जा सकता है और तदनुसार एंबुलेंस को भेजा जा सकता है डॉक्टरों को अलर्ट पर रखा जा सकता है पैरामेडिक्स को अलर्ट किया जा सकता है और इसी तरह और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि वास्तव में यह परिदृश्य जारी है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मानव चित्र में कहाँ आया था तो सब कुछ मानव चित्र में आया इसका मतलब यह है कि मनुष्य रिसीवर हो सकते हैं जैसे कि डॉक्टर को कुछ सूचना प्राप्त करना है लेकिन मनुष्य ऑपरेटर नहीं थे या ना उन्होंने नेटवर्क पर कोई भी ऑपरेशन ठीक से नहीं किया तो यह पूरी तरह से M2M परिदृश्य है जिसे इस विशेष आकृति में दिखाया गया है इसलिए M2M में जब हम M2M के बारे में बात कर रहे हैं हम सेंसर नेटवर्क के माध्यम से डेटा का उत्पादन करने वाले सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं प्राप्त होने वाले डेटा की जानकारी निकाली जाती है यह संसाधित किया जाता है और यदि आवश्यक हो यदि एक कृषि क्षेत्र में अगर मिट्टी की नमी का स्तर नीचे चला गया है तो कुछ सक्रियण वाल्व के खुलने पर हो सकता है अलग अलग M2M एप्लिकेशन पर्यावरण निगरानी नागरिक सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन ऊर्जा और उपयोगिता वितरण जैसे स्मार्ट ग्रिड स्मार्ट ग्रिड आम हैं स्मार्ट ग्रिड में हम जो कर रहे हैं उसमें हम पारंपरिक स्मार्ट ग्रिड में सेंसर एक्ट्यूएटर वगैरह से जुड़े आईसीटी का उपयोग कर रहे हैं इसलिए स्मार्ट में क्षमा करे पारंपरिक पावर ग्रिड में इसलिए एक पारंपरिक पावर ग्रिड में हमारे पास पहले से ही एक स्मार्ट ग्रिड में बिजली का प्रवाह था हमारे पास सेंसर वगैरह वगैरह हैं जो बहुत सारे डेटा डालने का कार्य कर रहे हैं जिन्हें संचार करना है इसलिए हमारे पास पारंपरिक पावर पावर सिस्टम पावर फ्लो या ऊर्जा प्रवाह के शीर्ष पर संचार और नेटवर्क हैं फिर हमारे पास बुद्धिमान परिवहन प्रणाली स्वास्थ्य सेवा इमारतों का स्वचालन सैन्य अनुप्रयोग कृषि घरेलू नेटवर्क ये सभी अलग अलग हैं M2M के विभिन्न अनुप्रयोग हैं आइए अब हम M2M की कुछ विशेषताओं को देखें आइए हम कहते हैं कि कितने नोड्स की आवश्यकता है M2M में हम आम तौर पर बड़ी संख्या में नोड्स या IoT उपकरणों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको यह जानने में सक्षम हैं कि जहां कोई हस्तक्षेप करने के लिए कोई मानव नहीं है वे सीधे एक दूसरे से बात करते हैं ये कम लागत वाले या ऊर्जा कुशल होते हैं ये नोड्स ऊर्जा कुशल होते हैं क्योंकि नेटवर्क पूरी तरह से ऊर्जा कुशल होता है और आमतौर पर कम लागत वाला होता है क्योंकि ये नोड्स आकार में बहुत छोटे होते हैं व्यावसायिक रूप से खरीदने के लिए बहुत सस्ते होते हैं इसलिए और प्रति मशीन या उपकरण से उत्पन्न होने वाला छोटा ट्रैफ़िक है फिर बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र किया जाता है और M2M संचार मानव हस्तक्षेप से मुक्त है यह कड़ाई से मुक्त है लेकिन आप जानते हैं कि व्यावहारिक अनुप्रयोगों में वास्तव में कभी कभी कुछ न्यूनतम मानव हस्तक्षेप हो सकता है लेकिन M2M में सख्ती से मूल रूप से आप जानते हैं कि किसी भी मानव हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए तब केवल परिचालन स्थिरता और स्थिरता के लिए मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है M2M नोड्स के विभिन्न प्रकार हैं हमारे पास लो एंड नोड्स हैं हमारे पास मिड एंड नोड्स और हाई एंड नोड्स हैं आइए हम इनमें से हर एक की विशेषताओं को देखें लो एन्ड सेंसर नोड्स में हमारे पास हम नोड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो सस्ते के साथ कम लागत में हैं और काफी उचित भी हैं उनके पास कम क्षमताएं हैं उनके विनिर्देश बहुत बहुत सीमित हैं तब वे आम तौर पर स्थिर ऊर्जा कुशल और सरल होते हैं ये लो एन्ड नोड्स तैनाती में नेटवर्क जीवनकाल और उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए उच्च घनत्व होता है क्योंकि ये छोटे अंतरिक्ष वगैरह वगैरह के साथ छोटे होते हैं आपको उनकी बड़ी संख्या में तैनाती की आवश्यकता है आप बेहद सघन तरीके से जानते हैं ये नोड्स भारी संसाधन के लिए विवश हैं कोई आईपी समर्थन बुनियादी कार्यक्षमताएं नहीं हैं जैसे डेटा एकत्रीकरण ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और बिजली की बचत का समर्थन किया जाता है और ये आमतौर पर पर्यावरण निगरानी अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं मिड एंड सेंसर नोड्स लो एंड सेंसर नोड्स की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक महंगे हैं गतिशीलता की कुछ डिग्री में संसाधन जटिलताओं के संबंध में कम बाधाएं हैं या आप कम्प्यूटेशनल जटिलताओं ऊर्जा दक्षता और इतने पर जानते हैं और वे उदाहरण के लिए विभिन्न कार्यात्मकताओं का समर्थन करते हैं वे खाली मूल के साथ लो एंड नोड्स की तरह नहीं हैं जिन्हें आप जानते हैं कि कार्यक्षमता ऐसी नहीं है उनके पास स्थानीयकरण सेवा समर्थन की गुणवत्ता TCP IP समर्थन या ट्रैफिक कंट्रोल इंटेलिजेंस और इतने पर नियंत्रण के संबंध में कुछ अधिक कार्यक्षमता है विशिष्ट अनुप्रयोगों में घरेलू नेटवर्क आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन परिसंपत्ति प्रबंधन और औद्योगिक स्वचालन शामिल हैं हाई एन्ड सेंसर नोड्स की कम घनत्व तैनाती वे मल्टीमीडिया डेटा या सेवा की गुणवत्ता के साथ वीडियो को संभालने में सक्षम होते हैं कभी कभी सेवा गारंटी की गुणवत्ता भी वे पेश कर सकते हैं फिर इन नोड्स के लिए गतिशीलता आवश्यक है जिसे आप जानते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे गतिशीलता के साथ साथ विभिन्न क्षमताओं के साथ ये पूर्णरूपेण नोड्स हैं इसलिए स्मार्टफोन इस प्रकार के नोड्स के अच्छे उदाहरण हैं फिर हमारे पास ये नोड्स आमतौर पर सैन्य या जैव चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं जब हम M2M इकोसिस्टम को समग्र रूप से मानते हैं तो हमारे पास इसके विभिन्न घटक होते हैं हमारे पास डिवाइस प्रदाता हैं हमारे पास इंटरनेट सेवा प्रदाता प्लेटफॉर्म प्रदाता सेवा प्रदाता और सेवा उपयोगकर्ता हैं तो आइए हम इस विशेष आकृति में विस्तार से इनमें से प्रत्येक को देखें तो आप इस विशेष आकृति में जानते हैं कि हम क्या देखते हैं कि हमारे पास यह M2M नेट नेट क्षेत्र नेटवर्क M2M क्षेत्र नेटवर्क है और हमारे पास डिवाइस प्रदाता डिवाइस प्रदाता है जो मूल रूप से इन उपकरणों को प्रदान करता है जो मूल रूप से इन उपकरणों के मालिक हैं तो यह मूल रूप से M2M क्षेत्र नेटवर्क है तब यह M2M एरिया नेटवर्क इस M2M डिवाइसों से डेटा भेजता है इस गेटवे के माध्यम से IoT डिवाइसों को इंटरनेट पर भेजा जाता है जो मूल रूप से इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जब यह वहां से गुजर रहा है तो हमारे पास यह रेस्टफुल आर्किटेक्चर है जो मूल रूप से इसकी देखभाल करता है रेस्टफुल आर्किटेक्चर एक लो एन्ड है जिसे आप जानते हैं कि कम संसाधन खपत वाले संसाधन सीमित वातावरण मे यह उपयोगी है और इस मामले में हम इसे डिवाइस प्रदाता और इंटरनेट सेवा प्रदाता के बीच इंटरफेस के रूप में उपयोग कर रहे हैं फिर इंटरनेट सेवा प्रदाता से यह प्लेटफ़ॉर्म प्रदाता के लिए आता है जो डिवाइस प्रबंधन उपयोगकर्ता प्रबंधन डेटा एनालिटिक्स और उपयोगकर्ता एक्सेस जैसी कार्यात्मकताओं का ध्यान रखता है और फिर एक रेस्ट्फुल आर्किटेक्चर इंटरफ़ेस के माध्यम से आप जानते हैं कि इसे सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं को भेजा जाता है और संबंधित व्यवसाय मॉडल को इस विशेष चरण में ध्यान रखा जाता है इसलिए जब हम इस सर्विस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास M2M सर्विस प्लेटफ़ॉर्म होता है इसे संक्षेप में M2SP कहा जाता है और इस M2M सर्विस प्लेटफ़ॉर्म में हम उपकरणों की विभिन्न फ़ंक्शनलिटीज़ उपयोगकर्ताओं की विभिन्न फ़ंक्शनलिटीज़ अलग अलग फ़ंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और इन सभी फ़ंक्शंस को एक्सेस करते हैं ठीक तो डिवाइस के संबंध में कार्यक्षमता में डिवाइस प्रोफाइल प्रबंधन डिवाइस और M2M नेटवर्क प्रबंधन और डिवाइस खोज शामिल हैं उपयोगकर्ता द्वारा उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल प्रबंधन प्रमाणीकरण और चार्जिंग का ध्यान रखा जाता है एप्लीकेशन के द्वारा डेटा संग्रह डेटा नियंत्रण सेवा प्रबंधन कनेक्शन प्रबंधन और ऐप मैनेजमेंट ऐप सर्च वेब पोर्टल में कंट्रोल एक्सेस तो इन सभी डेटा को वाई फाई ज़िगबी वगैरह जैसे एक्सेस नेटवर्क के माध्यम से गुजरा जाता है और M2M क्षेत्र नेटवर्क पर भेजा जाता है यह एक संभावना है दूसरी संभावना यह है कि इस M2M एरिया नेटवर्क और कई ऐसे एरिया नेटवर्क से इन डेटा को एक्सेस नेटवर्क के जरिए कोर नेटवर्क में भेजा जाता है जो डिवाइस यूजर एप्लिकेशन और एक्सेस के संबंध में इन प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है इसलिए दोनों तरह से वास्तव में यहाँ से हम जान सकते हैं कि हम या तो यहाँ से सोच सकते हैं जब M2M एरिया नेटवर्क की ओर या M2M एरिया नेटवर्क से कोर नेटवर्क की ओर हम दोनों तरह से कम्युनिकेशन सोच सकते हैं तो केवल डेटा का प्रवाह अलग है तो किस प्रकार का डेटा बह रहा है वह अलग है इसलिए जब हम डिवाइस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बात करते हैं तो यह किसी भी समय और किसी भी समय इंटरनेट से जुड़ी वस्तुओं या उपकरणों तक पहुंच को सक्षम बनाता है रजिस्टर डिवाइस वस्तुओं का एक डेटाबेस बनाते हैं जिससे प्रबंधक उपयोगकर्ता और सेवाएं आसानी से जानकारी तक पहुंच सकते हैं डिवाइस प्लेटफ़ॉर्म डिवाइस प्रोफ़ाइल जैसे स्थान डिवाइस प्रकार पता और विवरण का प्रबंधन करता है यह प्रमाणीकरण और प्राधिकरण कुंजी प्रबंधन कार्यशीलता प्रदान करता है और उपकरणों और M2M क्षेत्र नेटवर्क की स्थिति की निगरानी करता है और उनकी स्थिति के आधार पर उन्हें नियंत्रित करता है अब उपयोगकर्ता मंच M2M सेवा उपयोगकर्ता प्रोफाइल का प्रबंधन करता है और उपयोगकर्ता पंजीकरण संशोधन चार्जिंग पूछताछ को शामिल करता है डिवाइस प्लेटफ़ॉर्म के साथ इंटरऑपरेट्स में और डिवाइस ऑब्जेक्ट नेटवर्क या सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता एक्सेस प्रतिबंधों का प्रबंधन करता है और सेवा प्रदाताओं और डिवाइस प्रबंधकों के पास अपने उपकरणों या नेटवर्क पर प्रशासनिक विशेषाधिकार हैं एप्लिकेशन प्लेटफ़ॉर्म एकत्रित डेटा के आधार पर एकीकृत सेवाएं प्रदान करता है और विजातीय डेटा विलय इस विशेष मंच में किया जाता है विभिन्न उपकरणों से जो डेटा प्राप्त किया जाता है उसका उपयोग नई सेवाओं को बनाने के लिए किया जाता है एक्सेस प्लेटफॉर्म मूल रूप से उपयोगकर्ताओं को ऐप या वेब एक्सेस वातावरण प्रदान करता है ऐप और लिंक सेवा प्रदाताओं को पुनर्निर्देशित करते हैं सेवाएं वास्तव में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से M2M डिवाइसों को प्रदान की जाती हैं और यह एक्सेस प्लेटफॉर्म स्मार्ट डिवाइस ऐप्स के लिए ऐप प्रबंधन प्रदान करता है तो यह गैर आईपी आधारित M2M नेटवर्क का एक परिदृश्य है इसलिए यहां हम जो देखते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक गैर आईपी आधारित M2M नेटवर्क M2M क्षेत्र नेटवर्क है और यहां हम एक आईपी आधारित नेटवर्क देखते हैं और यह एप्लीकेशन लेयर मूल रूप से इन दोनों को एकीकृत करता है एप्लिकेशन लेयर मूल रूप से इस तरीके से आईपी नेटवर्क और M2M नेटवर्क को एकीकृत करती है फिर हमारे पास आईपी आधारित M2M नेटवर्क है जहां सब कुछ हमेशा की तरह था तो हमारे पास लेयर एप्लिकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर सेंसर या MAC लेयर का समान सेट है और यह M2M एरिया नेटवर्क मैनेजमेंट फीचर्स के समान ही है जो कि फॉल्ट टॉलरेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर कुछ फॉल्ट सिस्टम इसकी देखभाल करने जा रहा है तो स्केलेबिलिटी या M2M एरिया नेटवर्क के नेटवर्क मैनेजमेंट का फीचर एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है और इसलिए मूल रूप से नया है जब हम नोड्स M2M नोड्स या IoT नोड्स की संख्या बढ़ाते हैं तो आप जानते हैं कि मूल रूप से दक्षता को प्रभावित नहीं करता है इसलिए दक्षता का ध्यान रखा जाता है ताकि आप जान सकें कि यह अभी भी कुशल है कम लागत और कम जटिलता अन्य विशेषताएं हैं यदि हम ऊर्जा दक्षता कॉन्फ़िगरेशन क्षमताओं गतिशील कॉन्फ़िगरेशन क्षमताओं तो नेटवर्क प्रबंधन यातायात को कम करते हैं और ये वही हैं जो M2M क्षेत्र नेटवर्क प्रबंधन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इसलिए इसके साथ हम M2M संचार की बुनियादी विशेषताओं के बारे में अधिक समझ के साथ आते हैं M2M जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स और IoT आधारित प्रणालियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सक्षम तकनीकों में से एक है और इसलिए M2M में हम दो या दो से अधिक मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें आप जानते हैं कि एक दूसरे के साथ कम से कम या कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है इसलिए यह जैसा कि मैंने कहा कि इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स के निर्माण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है